कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के कोर्स में पुनः स्वागत है पिछले 3 लेक्चर में हमने इंटरनेट पर सर्विस की क्वालिटी प्रदान करने के लिए सर्विस आर्किटेक्चर की बेसिक क्वालिटी पर ध्यान दिया है आज हम डिफरेंट प्रकार की क्यूइंग एंड कॅन्जेशन अवोइडेन्स स्ट्रेटेजीज को विस्तार से समझेंगे जिसे हम डिफरेंट एप्लीकेशन में क्वालिटी सर्विस प्रदान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं हम पहले भी देख चुके हैं कि सर्विस आर्किटेक्चर की बेसिक क्वालिटी में जब भी पैकेट्स नेटवर्क पर आते हैं तब पहले आपको नेटवर्क में प्रवाह दर्ज करने के लिए इस प्रवेश नियंत्रण रणनीति का उपयोग करना होगा जिसके लिए आप वांछित सेवा की गुणवत्ता का समर्थन कर सकते हैं तब हम कुछ करते हैं जिसे क्लासिफिकेशन और मार्किंग कहते हैं इस क्लासिफिकेशन और मार्किंग का उपयोग इंडिविजुअल पैकेटों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है जो उनकी क्वालिटी ऑफ़ सर्विस क्लासेस जैसे रेड पैकेट्स ब्लू पैकेट्स या ग्रीन पैकेट्स के बेस पर किया जाता है फिर हम ट्रैफिक पुलिसिंग लागू करते हैं ट्रैफिक पुलिसिंग व्यवस्था के मामले में हमने देखा है कि डिफरेंट प्रकार के ट्रैफिक को शेप देने और इंटरमीडिएट राउटर में पुलिस मैकेनिज्म लागू किए जाते हैं हम डिफरेंट प्रकार की ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था और डिफरेंट प्रकार के ट्रैफिक को शेप देने के मैकेनिज्म को लागू करते हैं अब हमारे बीच में यह मॉड्यूल है जिसे हमने ट्रैफिक शेड्यूलिंगकहा है यह शेड्यूलिंगवास्तव में क्या करती है जब भी आपके पास इस अलग अलग चिह्नित पैकेट्स जैसे रेड पैकेट्स ग्रीन पैकेट्स और ब्लू रंग के पैकेट्स होते हैं अब डिफरेंट चिह्नित पैकेटों को डिफरेंट लेवल की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि डिफरेंट चिह्नित पैकेटों को डिफरेंट लेवल की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए आपको इंटरमीडिएट राउटर पर तदनुसार उन पैकेटों को शेड्यूल करने की रिक्वायरमेंट होती है ये सभी अलग अलग गेट जो आप यहां देख रहे हैं आप नेटवर्क के इंटरमीडिएट राउटर के बारे में सोच सकते हैं उस राउटर में हमें डिफरेंट चिह्नित पैकेटों के लिए सर्विस की डिजायर्ड क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी को लागू करने की रिक्वायरमेंट है या तो रेड पैकेट्स ग्रीन पैकेट्स और ब्लू पैकेट्स आप रेड पैकेटों के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि इस वीओआईपी एप्लीकेशन जैसे वॉयस एप्लिकेशन जिसके लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है कहते हैं कि ग्रीन पैकेट्स डिमांड सर्विसेज पर एक वीडियो की तरह कुछ हो सकता है जो भी सर्विस की क्वालिटी के एक और क्लासेस की रिक्वायरमेंट है इसके लिए अधिक बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए कम जिटर की रिक्वायरमेंट होती है जबकि यह ब्लू पैकेट्स इस एफटीपी आधारित ट्रैफिक वितरण जैसी सामान्य बेस्ट प्रयास सर्विसएं हैं आपको वीडियो की तुलना में वीओआईपी को अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और कम प्राथमिकता एफटीपी होगी इस तरह आपको इंडिविजुअल राउटर पर शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी तैयार करने की आवश्यकता है ताकि डिफरेंट लेवल की सेवा की क्वालिटी को पैकेटों के डिफरेंट वर्गों के रूप में सुनिश्चित किया जा सके आज हम इन सभी सेवा क्वालिटी को विस्तार से देखेंगे हमें सर्विस कांसेप्ट की इस क्वालिटी पर अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए ट्रैफिक शेड्यूलिंग करना जैसा कि मैंने पहले चरण का उल्लेख किया है यह क्लासिफिकेशन और मार्किंग है यह क्लासिफिकेशन और मार्किंग यह सुनिश्चित करता है कि चिह्नित डेटा पैकेट्स नेटवर्क में प्रवेश करते हैं और हम उन्हें यूज़र्स की तरह डिफरेंट ट्रैफिक क्लासेस में विभाजित करते हैं उदाहरण के लिए कहें जब भी आप अपने स्मार्टफोन को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप अपने स्मार्टफोन में डेटा सर्विसेज को सक्षम कर रहे होते हैं यदि आपके पास अपने सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ी सर्विस की क्वालिटी का कुछ लेवल है तो स्मार्टफोन होगा या आपका सिम कार्ड वास्तव में आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक सर्विस लेवल का एग्रीमेंट बनाएगा एयरटेल या बीएसएनएल का कहना है कि मुझे इस तरह की सर्विस चाहिए और मैं आपको इस विशेष सर्विस के लिए पैसे दे रहा हूं इसलिए मेरे पैकेटों के अनुसार व्यवहार करें अब उस मामले में उदाहरण के लिए कहते हैं यदि आप एक वीओआईपी सर्विस आईपी सर्विसेज पर आवाज करने जा रहे हैं इसलिए आईपी सर्विसेज को लेकर यह वॉयस अभी भी भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं है लेकिन कई देशों में वे काफी लोकप्रिय हैं यदि आप अपने स्मार्टफोन से आईपी सर्विसेज पर इस वॉयस का समर्थन करने जा रहे हैं तो पहले हॉप राउटर पर आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि बेस स्टेशन जहां आपका स्मार्टफोन जुड़ा हुआ है यह समझना चाहिए कि क्या आप इस वीओआईपी डेटा वॉयस ओवर आईपी डेटा को ट्रांसफर करने जा रहे हैं अब जब भी यह समझता है कि आपको उस समय के दौरान आईपी डेटा पर इस वॉयस को ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट है तो इसने इस विशेष पैकेट्स को चिह्नित किया जो आपके स्मार्टफोन से वॉयस ओवर आईपी डेटा के रूप में आ रहे हैं अब याद रखें कि अपने स्मार्टफोन में आप कई एप्लीकेशंस चला सकते हैं आप फेसबुक चला सकते हैं आप यूट्यूब चला सकते हैं और साथ ही आप वॉयस ओवर आईपी एप्लिकेशन चला सकते हैं अब नेटवर्क को समझने की जरूरत है कि इस विशेष एप्लिकेशन वास्तव में आईपी एप्लीकेशन पर आवाज है और उसके लिए मैं उस VoIP एप्लीकेशन की सर्विस की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों को देना चाहिए इस प्रकार के क्लासिफिकेशन और मार्किंग की रिक्वायरमेंट हैं यह क्लासिफिकेशन और मार्किंग डेटा पैकेट्स को डिफरेंट ट्रैफिक क्लासेस में चिह्नित करता है चिह्न या ट्रैफिक डिफरेंट प्राथमिकता क्लासेस के हैं और सर्विस लेवल के समझौतों के बेस पर सर्विस की क्वालिटी के डिफरेंट लेवल की रिक्वायरमेंट होती है यह SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट के लिए खड़ा है सर्विस लेवल का एग्रीमेंट कुछ ऐसा है जैसे जब भी आप उस समय के दौरान किसी विशेष नेटवर्क की सदस्यता ले रहे हों तो आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का कहना है कि मैं वीओआईपी सर्विसेज का उपयोग करने जा रहा हूं और आपको मुझे अपने नेटवर्क पर मेरे वॉयस डेटा या वीओआईपी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सुनिश्चित डेटा की राशि देनी है तो उस में मुझे लगता है कि आप ने सर्विस लेवल एग्रीमेंट के कुछ लेवल देखें है जब भी आप एयरटेल या वोडाफोन या किसी अंय सर्विस प्रोवाइडरओं से कुछ पैक खरीद रहे हैं तो आप देखेंगे कि वे कुछ ऐसा उल्लेख करते है जैसे कॉलिंग मिनट के साथ प्रति दिन १०० एसएमएस १२ जीबी अपलिंक डेटा और प्रति दिन 5 जीबी डाउनलिंक डेटा आपके लिए मुफ्त है यह सर्विस लेवल के एग्रीमेंट का एक उदाहरण है जो आपके पास आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ है यह एप्लीकेशन लेवल सर्विस लेवल का एग्रीमेंट नहीं है लेकिन यह यूज़र्स लेवल के सर्विस लेवल के एग्रीमेंट की तरह है आप जो भी डेटा ट्रांसफर करने जा रहे हैं आपको वह 15 जीबी अपलिंक बैंडविड्थ और 5 जीबी डाउनलिंक बैंडविड्थ मिलेगा यदि आपने इस तरह का सर्विस लेवल का एग्रीमेंट किया है इस तरह से आपके सभी एप्लिकेशन उस बैंडविड्थ का उपयोग करेंगे लेकिन आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के लिए उस एप्लिकेशन लेवल की सर्विस लेवल का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले उल्लेख किया है कि ये चीजें भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं हैं क्योंकि आप अभी वीओआईपी सर्विसेज का उपयोग नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि आप इस तरह के एप्लीकेशन लेवल के सर्विस लेवल के समझौतों को नहीं देखते हैं लेकिन एक बार यह वीओआईपी लोकप्रिय हो जाता है और हमारा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर 5G सेलुलर नेटवर्क में ट्रांसफर हो जाता है और वीओआईपी सर्विसेज का उपयोग करना शुरू कर देता है या वीओआईपी सर्विसएं प्रदान करना शुरू कर देता है संभवतः हम इस तरह के एग्रीमेंट को देखेंगे जब भी आप सर्विस प्रोवाइडरओं से कुछ पैक खरीदेंगें अब हमारे पास ट्रैफिक के डिफरेंट क्लासेस हैं जैसे कि यह हाई प्रायोरिटी डिले सेंसिटिव ट्रैफिक हो सकता है जैसे वॉयस ओवर आईपी यह उच्च बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ट्रैफिक हो सकता है जैसे वीडियो ऑन डिमांड या आईपीटीवीIIPTV प्रकार के अनुप्रयोग यह एचटीटीपी या एफटीपी जैसी बेस्ट प्रयास सर्विसएं हो सकती हैं बेस्ट प्रयास सर्विस का मतलब है कि आपजो भी बैंडविड्थ प्राप्त करते हैं वह आप केवल उस बैंडविड्थ पर अपना डेटा ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं अब शेड्यूलिंगके मामले में जब भी आपके पास ट्रैफिक के डिफरेंट क्लासेस हैं जैसे कि हम यहां क्या कहते हैं कि हमारे यहां कई ट्रैफिक क्लासेस हैं ट्रैफिक क्लासेस 1 हाई प्रायोरिटी डिले सेंसिटिव ट्रैफिक को दर्शाता है ट्रैफिक क्लासेस 2 मीडियम प्रायोरिटी बैंडविड्थ हंग्री ट्रैफिक को दर्शाता है और ट्रैफिक क्लासेस लो प्रायोरिटी बेस्ट एफर्ट ट्रैफिक ट्रैफिक के इन डिफरेंट वर्गों को डिफरेंट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है यही कारण है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे मल्टी क्लास शेड्यूलिंग कहा जाता है यह मल्टी क्लास शेड्यूलिंग यह सुनिश्चित करती है कि डिफरेंट ट्रैफ़िक क्लासेस का डिफरेंटट्रीटमेंट किया जाता है और आप अपने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द्वारा संबंधित सर्विस क्लासेस को स्पेसिफिक सर्विसएं प्रदान करते हैं सलूशन यह है कि यहां मल्टीक्लास शेड्यूलिंग के मामले में ऐसा करने के लिए एक पॉसिबल सलूशन है क्योंकि आपका ट्रैफ़िक क्लासेस 1 उच्च प्रायोरिटी वाला ट्रैफ़िक था आप उन ट्रैफिक क्लासेस से पैकेट्स के लिए मिनिमम क्यूइंग डिले सुनिश्चित करते हैं हमने पहले जो देखा है वह डिले का प्रमुख कॉम्पोनेन्ट है और क्यूइंग डिले के कारण हम सर्विस की क्वालिटी में महत्वपूर्ण लॉस की अपेक्षा करते हैं ट्रैफिक क्लासेस 1 के लिए आप मिनिमम क्यूइंग डिले सुनिश्चित करते हैं ट्रैफिक क्लासेस 2 के लिए आप सफ्फीसिएंट बैंडविड्थ सुनिश्चित करते हैं क्योंकि वे बैंडविड्थ हंग्री एप्लीकेशन और ट्रैफिक क्लासेस हैं 3 यह एक बेस्ट एफर्ट ट्रैफिक है आपके पास कोई स्पेसिफिक आवश्यकताएं नहीं हैं आप का उपयोग करके बेस्ट एफर्ट सर्विसेज का उपयोग करना शुरू करते हैं आपके पास जो भी बैंडविड्थ है वह उसका उपयोग करके सर्विस करने का एफर्ट करते हैं अब उनकी आवश्यकता के आधार पर इस डिफरेंट ट्रैफिक वर्गों के बीच अंतर करने के लिए हमने डिफरेंट क्यूइंग स्ट्रेटेजी का उपयोग किया यह क्यूइंग स्ट्रेटेजी यह सुनिश्चित करती हैं कि मेरे डिवाइस में कई डिफरेंटक्यू हैं न कि सिंगल पैकेट्स बफर क्यू है जहां सभी आने वाले पैकेट्स इंटर किए जा रहे हैं अब उस पैकेट्स से आप मार्किंग पॉलिसी लागू करते हैं पैकेटों को डिफरेंट ट्रैफिक वर्गों में वर्गीकृत करने और पैकेटों को डिफरेंट क्यू में डालने के लिए वर्गीकरण पॉलिसी लागू करते हैं कहते हैं कि यह एक उच्च प्रायोरिटी ट्रैफिक है यह एक मीडियम प्रायोरिटी ट्रैफिक है और यह कम प्रायोरिटी ट्रैफिक है आप इसे डिफरेंट क्यू में डालते हैं अब उनकी एक क्लासेस आवश्यकताओं के आधार पर उनकी क्यू के आधार पर डिफरेंटक्यू का ट्रीटमेंट किया जाएगा इस क्यू में हम एक शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी लागू करेंगे इस क्यू में हम एक और शेड्यूलिंगस्ट्रेटेजी लागू करेंगे और तीसरी क्यू में हम तीसरी शेड्यूलिंगस्ट्रेटेजी लागू कर सकते हैं इस तरह हम एक साथ सर्विसेज के इस डिफरेंट वर्गों के लिए सर्विस सहायता की क्वालिटी प्रदान करने का एफर्ट करेंगे हम इसे मल्टी क्लास शेड्यूलिंग कहते हैं यहां मल्टी क्लास शेड्यूलिंग का उदाहरण है इसी तरह का फिगर जो मैंने पहले खींचा है आपके पास कई डिफरेंट फ्लोस हैं इस अलग फ्लोस से यह वर्गीकृत पहचानता है कि क्या ट्रैफिक की अलग प्रायोरिटी है हरे फ्लोस कहते हैं इसका मतलब है फ्लोस 3 सर्वोच्च प्रायोरिटी है इसे सर्वोच्च प्रायोरिटी वाली क्यू में रखा जाता है फिर आपके पास यह लाल और लाल का अर्थ फ्लोस 7 और पीले रंग का होता है फ्लोस 2 ये 2 डिफरेंट फ्लोस जो मीडियम प्रायोरिटी वाले ट्रैफिक हैं और यह नीला नील और हरा इसका मतलब है फ्लोस 6 फ्लोस 8 और फ्लोस 1 वे कम प्रायोरिटी वाले ट्रैफिक हैं आप उन्हें क्रमशः उस में डाल देते हैं फिर शेड्यूलर इन इंडिविजुअल क्यू पर चलेगा और इस शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी के आधार पर ट्रैफिक को आउटपुट पोर्ट पर भेजेगा हम इस डिफरेंट शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी को विस्तार से देखते हैं और यह शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी हमारे पास क्यूइंग प्रिन्सिपिल पर आधारित है हम मल्टीक्लास शेड्यूलिंग के लिए डिफरेंट प्रकार के क्यूइंग प्रिन्सिपिल की जांच करते हैं हम जिस पहले शेड्यूलिंग पर गौर करने जा रहे हैं हम इसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के रूप में कहते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के मामले में क्या होता है हमारे पास डिफरेंट प्रायोरिटीओं की कई क्यू हैं अब हमारे पास आने वाला ट्रैफिक है वर्गीकृत आने वाले ट्रैफिक को वर्गीकृत करता है और इसे उच्च प्रायोरिटी वाली क्यू में या मीडियम प्रायोरिटी क्यू में या कम प्रायोरिटी वाली क्यू में डिफरेंट क्यूइंग क्यू में डाल दिया जाता है अब प्रायोरिटी क्यू के केस में शीडुलर उच्च प्रायोरिटी क्यू में कुछ पैकेट्स की सर्व करते हैं आप पहले इस उच्च प्रायोरिटी वाली क्यू से पैकेट्स की सर्विस तभी करते हैं जब यह उच्च प्रायोरिटी वाली क्यू खाली हो जाती है तो आप मीडियम प्रायोरिटी की क्यू में आते हैं और इसकी सर्विस करते हैं जब मीडियम प्रायोरिटी की क्यू खाली हो जाती है तो आप कम प्रायोरिटी वाली क्यू में आते हैं और इसकी सर्विस करते हैं अब यहां शेड्यूलर प्रिएम्पटीव शेड्यूलर या नॉन प्रिएम्पटीव शेड्यूलर हो सकता है नॉन प्रिएम्पटीव शेड्यूलर में आप राउंड रॉबिन फैशन में काम करते हैं और उस राउंड रॉबिन फैशन में यह इस तरह से काम करता है कि जब भी उच्च प्रायोरिटी वाली क्यू में कुछ डेटा पैकेट्स होता है तो आप पहले उच्च प्रायोरिटी वाली क्यू के सभी पैकेट्स ट्रांसफर करते हैं जब यह खाली हो जाता है तो आप मीडियम प्रायोरिटी क्यू में आते हैं सभी पैकेट्स ट्रांसफर कर ते हैं जब मीडियम प्रायोरिटी क्यू खाली हो जाती है तो आप कम प्रायोरिटी वाली क्यू में आते हैं और फिर उच्च प्रायोरिटी वाली क्यू में जाते हैं जिसे हम नॉन प्रिएम्पटीव शेड्यूलिंग के रूप में कहते हैं आप नॉन प्रिएम्पटीव शेड्यूलिंग नहीं हैं नॉन प्रिएम्पटीव शेड्यूलिंग के मामले में आप क्या करने की कोशिश करते हैं आप वास्तव में एक शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी लागू कर रहे हैं जहां शेड्यूलर पहले से नहीं है या बीच में नहीं टूटा है यह एक राउंड रॉबिन फैशन में इस 3 प्रायोरिटी क्यू में कार्य करता है और जब भी एक विशेष क्यू खाली हो जाता है यह अगली प्रायोरिटी क्यू में ले जाता है दूसरे प्रकार की प्रायोरिटी वाली क्यू स्ट्रेटेजी जिसे आप कहते हैं प्रिएम्पटीव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है प्रिएम्पटीव प्रायरिटी शेड्यूलिंग के मामले में ऐसा क्या होता है कि शेड्यूलर राउंड रॉबिन तरीके से कार्य करता है लेकिन यह पूर्वनिर्धारित हो सकता है उदाहरण के लिए कहें तो इस तरह से प्रिमप्टेड हो सकता है इसने सभी पैकेट्स को उच्च प्रायोरिटी वाले पर्पस से सर्व किया था मीडियम प्रायोरिटी क्यू जब यह उस समय तक मीडियम प्रायोरिटी क्यू में काम कर रहा होता है तो कुछ पैकेट्स उच्च प्रायोरिटी क्यू में आते हैं तब यह मीडियम प्रायोरिटी क्यू में सर्विस का प्रसार करेगा और तुरंत उच्च प्रायोरिटी क्यू में वापस चला जाएगा और उस उच्च प्रायोरिटी क्यू से पैकेटों की सर्विस करेगा फिर से जब उच्च प्रायोरिटी क्यू खाली हो जाती है तो यह मीडियम प्रायोरिटी क्यू में आ जाएगी और फिर मीडियम प्रायोरिटी क्यू खाली हो जाने के बाद यह कम प्रायोरिटी वाली क्यू में आ जाएगी लेकिन कम प्रायोरिटी वाली क्यू की सर्विस फिर से करते समय यदि कोई पैकेट्स उच्च प्रायोरिटी क्यू या मीडियम प्रायोरिटी क्यू में आता है तो यह सर्विस को कम प्रायोरिटी वाली क्यू में भेज देगा तुरंत आप वापस लौट आएंगे और उस उच्च प्रायोरिटी वाली क्यू से पैकेटों की सर्विस करेंगे या मीडियम प्रायोरिटी क्यू अब प्रिएम्पटीव सर्विस के मामले में जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कभी कभी लो प्रायोरिटी क्यू अटक सकती है क्योंकि हमेशा आपको उच्च प्रायोरिटी वाले क्यू उच्च प्रायोरिटी वाले पैकेट्स या मीडियम प्रायोरिटी वाले पैकेट्स प्राप्त हो रहे हैं शेड्यूलर कभी भी कम प्रायोरिटी वाले पैकेट्स की सर्विस नहीं कर पाता है लेकिन फायदा यह है कि आप वेरी लेस अमाउंटमें डिले प्रदान कर रहे हैं और आप उच्च प्रायोरिटी वाले क्यू और मीडियम प्रायोरिटी क्यू में पैकेट्स के लिए लो जिटर सुनिश्चित कर रहे हैं यह ऐसा है कि जब भी आप उच्च प्रायोरिटी क्यू के रूप में वीआईपी पास लाइन के बारे में सोच सकते हैं वीआईपी को उस विशेष क्यू में जाने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है जब वे तुरंत अंरेट 2 भेजते हैं एक हवाई अड्डे में आप वीआईपी गेट के रूप में सोच सकते हैं वह वीआईपी आ रहा है और उन्हें तुरंत सर्विस दी जाती है उन्हें वेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है इसी तरह नेटवर्क के परिप्रेक्ष्य में आप कुछ पैकेटों के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि वे वीआईपी पैकेट्स हैं जिन्हें उन फाटकों या क्यू में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है जो उन्हें तुरंत सर्विस दी जाती हैं यहां तक कि उनकी सर्विस करने वाला कोई नहीं है तब अन्य गेट से लोगों को ले जाया जाता है और वे उन वीआईपी लोगों की सर्विस करते हैं यह वह अवधारणा है जिसे प्रायोरिटी क्यू के मामले में लागू किया जाता है अब प्रायोरिटी क्यू के पीछे यही विचार है हमने उदाहरण के लिए कहे गए डिफरेंट पैकेटों को अलग प्रायोरिटी देने के लिए प्रायोरिटी क्वीययंगता लागू की आप नेटवर्क कंट्रोल पैकेटों के बारे में सोच सकते हैं नेटवर्क कंट्रोल पैकेट्स बहुत ही उच्च प्रायोरिटी वाले पैकेट्स हैं यदि आप नेटवर्क कंट्रोल पैकेट्स में डिले करते हैं तो आपका पूरा नेटवर्क ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है जब भी कुछ नेटवर्क कंट्रोल पैकेट्स उत्पन्न होते हैं तो उन पैकेटों को सर्वड किया जाता है यदि वे उच्च प्रायोरिटी वाले ट्रैफ़िक हैं हम उन्हें वेटिंग क्यू के अंरेट नहीं रखते हैं यह एक प्रकार की शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी है दूसरी प्रकार की शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी जिसे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे कस्टम क्वींग कहा जाता है कस्टम क्यू के मामले में क्या होता है आपके पास डिफरेंट लंबाई की डिफरेंट क्यू हैं उदाहरण के लिए मैं क्यू की लंबाई 1 को सामान्य कर रहा हूं और इस उदाहरण में पहली क्यू की लंबाई 03 है दूसरी क्यू की लंबाई 02 है और तीसरी क्यू की लंबाई 05 है अब इस संदर्भ में एक बात याद रखें कि यदि आपके पास सफ्फीसिएंट संख्या में पैकेट्स नहीं हैं और यदि आपका नेटवर्क बहुत ही हल्का लोडेड है तो वास्तव में सर्विस की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास सफ्फीसिएंट मात्रा में क्षमता है और हर किसी को अपने समय लिमिट में सर्विस मिलेगी लेकिन समस्या तब होने लगती है जब नेटवर्क क्षमता सफ्फीसिएंट नहीं होती है और उस दौरान आप नेटवर्क में पैकेट्स को पुश करने जा रहे होते हैं आप बस हवाई अड्डे के सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं जब भी यह एक गैर पीक समय होता है जब दोपहर में लगभग 2 बजे बहुत अधिक यात्री नहीं होते हैं तो आप में से किसी भी गेट पर आपको इंतजार करना होगा कम से कम समय के लिए लेकिन अगर आप पीक ऑवर्स में जाते हैं जब एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी संख्या होती है तो आपको वास्तव में इस तरह की सर्विस के बारे में सोचना होगा आपने संभवतः देखा है कि गैर पीक आवर्स के दौरान जब भी आप कम से कम जा रहे होते हैं तो अपने आप में कई बार ऐसा होता है कि मैं नॉन पीक आवर्स में और उस दौरान आमतौर पर फ्लाइट्स पसंद करता हूं जब भी मैं हवाई अड्डे पर जाता हूं तो मुझे लगता है कि अच्छी तरह से यहां तक कि मुझे वीआईपी फाटकों के माध्यम से अनुमति दी जा रही है यह कुछ ऐसा है किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि सर्विस की क्वालिटी क्या है क्योंकि लोड बहुत अधिक नहीं है लेकिन समस्या तब होती है जब लोड बहुत अधिक होता है और आपके पास नेटवर्क में कुछ निश्चित कॅन्जेशन होती है और उस दौरान आपको वास्तव में सोचना पड़ता है नेटवर्क के अंरेट क्या हो रहा है यह विशेष अवधारणा वास्तव में इस कस्टम क्यू के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्यों आपके पास 3 डिफरेंट क्यू हैं और 3 डिफरेंट विमानों की 3 डिफरेंट क्यू हैं पहली क्यू की लंबाई 02 है दूसरी क्यू की लंबाई 0 बिंदु है खेद है कि पहली क्यू की लंबाई 03 है दूसरी क्यू की लंबाई 02 है और तीसरी क्यू की लंबाई 05 है अब जरा सोचिए कि पीक ऑवर्स में क्या होगा पीक ऑवर्स में सभी क्यू भरी हुई हैं और शेड्यूलर क्या कर रहा है शेड्यूलर बस एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग लागू कर रहा है एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मतलब है कि यह पहली क्यू से केवल एक पैकेट्स ले रहा है फिर दूसरी क्यू से एक पैकेट्स फिर तीसरी क्यू से एक पैकेट्स फिर चौथी क्यू से एक पैकेट्स फिर से पहली क्यू से केवल एक पैकेट्स ले रहा है फिर दूसरी क्यू से एक पैकेट्स फिर तीसरी क्यू से एक पैकेट्स फिर चौथी क्यू से एक पैकेट्स फिर पहली क्यू से एक पैकेट्स दूसरी क्यू से एक पैकेट्स तीसरी क्यू से एक पैकेट्स यह एक राउंड रॉबिन फैशन में शेड्यूलिंग कर रहा है लेकिन व्यस्ततम समय में क्यू हमेशा भरी रहती हैं जब क्यू हमेशा भरी रहती हैं और आपको कुछ ट्रैफ़िक मिल रहे हैं यदि आपके पास क्यू में कोई मार्ग नहीं है तो पैकेट्स वास्तव में ड्राप कर दिया जाएगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप वास्तव में अपनी क्षमता का ३० प्रतिशत इस विशेष क्यू को इस विशेष क्यू को २० प्रतिशत और इस तीसरी क्यू को ५० प्रतिशत क्षमता प्रदान कर रहे हैं इस तरह से यह विशेष कस्टम क्यूइंग मैकेनिज्म जहां आपके पास डिफरेंट क्यू की लंबाई और व्यस्ततम समय में है और बहुत सारे ट्रैफ़िक हैं जो इन 50 प्रतिशत क्यू साइज के लिए आ रहे हैं इसमें अधिक मात्रा में रिक्त स्थान हैं जो अधिक ट्रैफ़िक धारण कर सकते हैं यह उस विशेष क्यू से अधिक मात्रा में ट्रैफिक की सर्विस कर सकता है और यह इस 20 प्रतिशत क्यू से वेरी लेस अमाउंटमें ट्रैफिक की सर्विस कर सकता है इस तरह से यह कस्टम क्वींग मैकेनिज्म इसका समर्थन करता है जिसे हम गॉरन्टीड बैंडविड्थ कहते हैं आप इस तरह की कस्टम क्यूइंग स्ट्रेटेजी की मदद से गॉरन्टीड बैंडविड्थ प्रदान कर सकते हैं जब भी आपको इस तरह के एप्लिकेशन की गारंटी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है तो आप कस्टम क्वींग मैकेनिज्म का उपयोग कर सकते हैं अब तीसरी क्यू मैकेनिज्म को देखते हैं जिसे हम वेटेड फेयर क्यू के रूप में कहते हैं फिर से वेटेड फेयर क्यू के मामले में हमारे पास 3 अलग क्यू हैं लेकिन यहां आप मानते हैं कि अच्छी तरह से पैकेट्स साइज भिन्न हो सकते हैं पहले के मामलों में हमने एक सिनेरियो पर विचार किया है जब निश्चित पैकेट्स साइज होते हैं लेकिन यहां पैकेट्स का साइज भिन्न हो सकता है यहाँ क्या हो रहा है आप सोच सकते हैं कि नीले पैकेट्स साइज 1 इकाई के हैं लाल पैकेट्स साइज 4 इकाई के हैं और यह हरे रंग के पैकेट्स 2 इकाइयों के साइज के हैं फिर उस मामले में वेटेड फेयर शेड्यूलिंगके मामले में हम क्या करने की कोशिश करते हैं हम ट्रैफिक के डिफरेंट वर्गों के बीच फेयरनेस सुनिश्चित करना चाहते हैं हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ट्रैफिक के इन सभी डिफरेंट वर्गों को लगभग बराबर मात्रा में बैंडविड्थ मिलनी चाहिए फिर आपको क्या करना है आपको एक यूनिट के 4 पैकेट्स और फिर 1 यूनिट के 4 पैकेट्स और फिर 2 यूनिट के 2 पैकेट्स ट्रांसफर करने होंगे आप देख सकते हैं कि अब नीले पैकेट्स की कुल मात्रा 4 यूनिट है लाल पैकेट्स की कुल राशि 4 यूनिट है और ग्रीन पैकेट्स की कुल राशि फिर से 4 यूनिट है आप प्रदान कर रहे हैं जिसे हम इस विशेष प्रणाली में फेयरनेस के रूप में कहते हैं और याद रखें कि आम तौर पर हम क्या करते हैं कि हम कई क्यूइंग स्ट्रेटेजी को एक साथ लागू करते हैं कभी कभी आपको प्रायोरिटी क्लासेस प्रदान करने की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ आपको उस भिन्न ट्रैफिक के प्रायोरिटी वाले वर्गों के बीच एक निश्चित लेवल की फेयरनेस प्रदान करने की आवश्यकता होती है उस विशेष आर्किटेक्चर में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पैकेट्स वर्गीकृत हो रहे हैं तो आप इसे डिफरेंट प्रायोरिटी में डालते हैं कहते हैं कि यह प्रायोरिटी 1 है यह प्रायोरिटी 2 है यह प्रायोरिटी है 3 अब आप जानते हैं कि प्रायोरिटी क्लासेस 1 में आपके पास डिफरेंट आकारों के डिफरेंट पैकेट्स हो सकते हैं यहां पहले लेवल पर हम प्रायोरिटी क्यू के रूप में आवेदन कर रहे हैं अब दूसरे लेवल पर प्रायोरिटी 1 क्लासेस के लिए कहते हैं इसमें डिफरेंट साइज के पैकेट्स हो सकते हैं इसमें छोटे पैकेट्स के साथ साथ बड़े पैकेट्स भी हो सकते हैं यही कारण है कि यहां से आप फिर से इस वेटेड फेयरक्यू के नाम से कुछ लागू कर सकते हैं शेड्यूलिंग का दूसरा लेवल एक वेटेड फेयर क्यूइंग शेड्यूलिंगहो सकता है इस तरह हम कुछ समय के लिए मल्टीलेवल क्यू समय शेड्यूलिंग लागू कर सकते हैं यहां शेड्यूलिंग का यह पहला लेवल एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को सुनिश्चित करता है जबकि शेड्यूलिंग का यह दूसरा लेवल सिस्टम में फेयरनेस का समर्थन करता है इस तरह से हम आपकी प्रणाली में फेयरनेस के साथ साथ प्रायोरिटी दोनों का समर्थन करने में सक्षम होंगे ठीक अब ये डिफरेंट प्रकार की क्यू शेड्यूलिंग हैं जो हमारे पास हैं अब हम एक और इंटरेस्टिंग अवधारणा पर ध्यान देते हैं जिसे हम इंटरनेट में कॅन्जेशन से बचना कहते हैं जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि टीसीपीयह कॅन्जेशन अवॉयड नहीं कर सकता है यह क्या करता है जब भी नेटवर्क में कॅन्जेशन होती है तो यह इंटरनेट में कॅन्जेशन का पता लगाने पर प्रतिक्रिया करता है टीसीपीक्या करता है टीसीपीपैकेट्स लॉस के आधार पर कॅन्जेशन का पता लगाता है और जब भी कोई कॅन्जेशन का पता चलता है तो यह सुनिश्चित करता है कि फ्लोस कॅन्जेशन से प्रभावित न हो और यह भेजने की रेट को ड्राप करने या कम करने की कोशिश करता है इन कॅन्जेशन अवॉयड से बचाव जो हम इंटरनेट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जो टीसीपीकॅन्जेशन कंट्रोल से अलग है हम वास्तव में कॅन्जेशन को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि हम कॅन्जेशन से बच रहे हैं हम जो कर रहे हैं यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंटरनेट में कॅन्जेशन अवॉयड न हो यह पहले की तरह है कि कॅन्जेशन वास्तव में हम कुछ उपायों पर विचार कर रहे हैं ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि कॅन्जेशन अवॉयड के कारण उच्च प्रायोरिटी वाला ट्रैफिक प्रभावित न हो अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप सोच सकते हैं कि अगर नेटवर्क लेयर में कंजेशन से बचा जाए तो क्या हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पर कंजेशन कंट्रोल की जरूरत है क्या आपको अभी भी टीसीपीसे सर्विस की आवश्यकता है इसका उत्तर है हां हमें इसकी आवश्यकता है कि हमें उस विशेष सर्विस की आवश्यकता क्यों है क्योंकि जब भी आप कॅन्जेशन अवॉयड से बचाव के एल्गोरिथ्म को लागू कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हम वास्तव में फिर से क्लासेस के आधार पर कॅन्जेशन अवॉयड से बचने का आवेदन कर रहे हैं हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उच्च प्रायोरिटी वाला ट्रैफिक कंजेशन में न जाए यदि नेटवर्क में ऐसी सभी स्थिति होती है जो कम प्रायोरिटी वाले ट्रैफिक साइट के तहत होनी चाहिए उदाहरण के लिए कहें यदि आपके पास आपके इंटरनेट पर वीओआईपी सर्विसएं हैं और उसी समय आपके पास एफ़टीपी सर्विसएं हैं तो यह कॅन्जेशन से बचने का एल्गोरिथ्म सुनिश्चित करता है कि वीओआईपी कॅन्जेशन में न आए लेकिन अच्छी तरह से एफ़टीपी हमेशा कॅन्जेशन में आ सकता है और उस स्थिति में आपको टीसीपीके लिए कॅन्जेशन कंट्रोल एल्गोरिथ्म की आवश्यकता होती है जो एफ़टीपी चलाने के लिए एफ़टीपी चला रहा है यह कॅन्जेशन कंट्रोल और कॅन्जेशन से बचने के बीच का अंतर है इस कॅन्जेशन से बचने के परिप्रेक्ष्य में हमें वास्तव में इंटरनेट में दोनों की आवश्यकता होती है हमें इंटरनेट पर सर्विसेज का समर्थन करने के लिए कॅन्जेशन कंट्रोल और कॅन्जेशन से बचने की आवश्यकता होती है अब उल्टा सवाल यह भी है क्योंकि मैंने पहले ही निर्दिष्ट किया है कि अगर कॅन्जेशन कंट्रोल है तो हमें सर्विस की क्वालिटी का समर्थन करने के लिए कॅन्जेशन से बचने की भी आवश्यकता है अन्यथा वॉइस ट्रैफिक या उच्च प्रायोरिटी ट्रैफिक भी कॅन्जेशन में हो जाएगा अब देखते हैं कि हम इंटरनेट में कॅन्जेशन से कैसे बचते हैं यह एक और समस्या है कि सर्विस की क्वालिटी के लिए कॅन्जेशन से बचाव क्यों आवश्यक है इंटरनेट सर्विस आवश्यकताओं की डिफरेंटक्वालिटी वाले डिफरेंट एप्लीकेशन से कई डेटा पैकेट्स ले जाता है और मोटे तौर पर हमारे पास ट्रैफ़िक के 2 डिफरेंट क्लासेस हैं जिन्हें हम इलास्टिक ट्रैफ़िक और इन इलास्टिक ट्रैफ़िक कहते हैं यहइलास्टिक ट्रैफ़िक टीसीपीट्रैफ़िक की तरह है जो एआईएमडी सिद्धांत के आधार पर फ्लोस कंट्रोल की इलास्टिक प्रकृति सुनिश्चित करते हैं जो हमने पहले सीखा है जब भी कोई कॅन्जेशन नहीं होती है तो यह रेट बढ़ जाती है और कॅन्जेशन का पता लगाने पर यह रेट को कम कर देता है यह निश्चित प्रकार का इलास्टिक व्यवहार है रेट का विस्तार करें और फिर रेट को कम करें फिर से रेट का विस्तार करें रेट को कम करें एक इन इलास्टिक के मामले में वे यूडीपी ट्रैफ़िक की तरह हैं वे एक तरह से स्मूथेड या नियंत्रित या निरंतर बिट रेट ट्रैफ़िक हैं अब वास्तविक समय के एप्लीकेशन के लिए इन प्रकार के इन इलास्टिक ट्रैफ़िक को प्रायोरिटी दी जाती है क्यों क्योंकि वे टीसीपीके ओवरहेड के कारण प्रभावित नहीं होते हैं जो हमारे पास है तो संबद्ध ट्रैफिक की सर्विस की क्वालिटी के लिए टीसीपीकॅन्जेशन कंट्रोल हमेशा एक उपरि है सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि टीसीपीके मामले में इस इलास्टिक प्रकृति के कारण आप वास्तव में नेटवर्क में शुरू कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप इन होते हैं जब भी आप क्षमता बढ़ा रहे होते हैं तो हमारे पास डिले की मात्रा कम होती है जब भी आप रेट को ड्राप कर रहे हैं तो आपके पास एप्लिकेशन डेटा के लिए अधिक मात्रा में डिले होगा टीसीपीकॅन्जेशन कंट्रोल द्वारा इस तरह आप वास्तव में नेटवर्क में जिटर शुरू कर रहे हैं इसीलिए रीयल टाइम ट्रैफ़िक के लिए रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल या रियल टाइम प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल होते हैं आरटीपी वे यूडीपी आधारित निरंतर बिट रेट डिलीवरी पसंद करते हैं लेकिन यूट्यूब के साथ प्रिन्सिपिल न हों यूट्यूब एक वास्तविक समय नहीं है YouTube लाइव वास्तविक समय है लेकिन आपका मानक यूट्यूब जो चीज़ आप अभी देख रहे हैं वह वास्तविक समय नहीं है यह वीडियो पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है और अब यह है प्रवाहित होना आपके लिए बस एक तरह का अभ्यास प्रश्न है कि यदि आपके नेटवर्क में इलास्टिक ट्रैफ़िक और इन इलास्टिक ट्रैफ़िक है तो लिंक पर कौन सा ट्रैफ़िक हावी होगा वास्तव में यहां क्या होगा यदि आपके पास एकइलास्टिक ट्रैफ़िक है तोइलास्टिक ट्रैफ़िक इसकी बैंडविड्थ को बढ़ाने का एफर्ट करेगा जब भी यह बैंडविड्थ में वृद्धि करने की कोशिश करेगा तो इनलेटस्टिक ट्रैफ़िक का उस कॅन्जेशन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा और आप उस इन ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक से एक महत्वपूर्ण मात्रा में लॉस का अनुभव करेंगे जब भी आप एक साथ इंटरनेट पर इलास्टिक ट्रैफ़िक और इनलेटस्टिक ट्रैफ़िक ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए आपको कॅन्जेशन से बचने की आवश्यकता है हमें इस बात की आवश्यकता है कि हमारे पास जो इन इलास्टिक ट्रैफ़िक है उसका उपयोग मल्टीमीडिया डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है जो कि वे संकेंद्रित बिट में नहीं आते हैंइलास्टिक ट्रैफ़िक के इस कॅन्जेशन कंट्रोल एल्गोरिथम के कारण क्योंकि यह इलास्टिक ट्रैफ़िक वे रेट में वृद्धि करेंगे जब भी वे बढ़ेंगे रेट वे और अधिक बैंडविड्थ ले जाएगा लेकिन अमानवीय ट्रैफिक का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आप उस इन इलास्टिक ट्रैफ़िक से अधिक पैकेट्स ड्रॉप का अनुभव करेंगे एल्गोरिथ्म जिसे हमने इंटरनेट में कॅन्जेशन से बचने के लिए लागू किया था हम इसे रैंडम अर्ली डिटेक्शनया रेड कहते हैं रैंडम प्रारंभिक पता लगाने के मामले में कि हम पहले क्या करते हैं पहला सिद्धांत यह है कि हम पैकेट्स ड्रापते हैं हम कॅन्जेशन से बचने के लिए कुछ एप्लीकेशन के लिए पैकेट्स ड्रापते हैं याद रखें कि कॅन्जेशन से बचने के लिए एकमात्र सिद्धांत यह है कि यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ एप्लिकेशन बहुत अधिक ट्रैफ़िक भेज रहे हैं जो क्षमता से अधिक है तो आप उन एप्लीकेशन के लिए ट्रैफ़िक ड्राप देते हैं अब यदि आप उन एप्लीकेशन के लिए पैकेट्स ड्रापते हैं तो हम रैंडम अर्ली डिटेक्शनके मामले में क्या लागू करते हैं कि यह ड्रॉप संभावना डिफरेंटट्रैफ़िक के लिए अलग है यह ट्रैफ़िक की प्रकृति पर निर्भर करता है चाहे आप इलास्टिक ट्रैफ़िक या इन इलास्टिक ट्रैफ़िक का उपयोग कर रहे हों या उस विशेष ट्रैफ़िक के लिए सर्विस वर्गों की क्वालिटी किस प्रकार की हो यह लाल यह कॅन्जेशन की संभावना के आधार पर सभी फ्लोस के पार ड्रॉप संभावना को सुचारू करता है यह इंटरनेट में कॅन्जेशन की संभावना का पता लगाता है अगर पैकेट्स को घेरने से पहले कंजेशन की संभावना अधिक हो तो आप बेतरतीब ढंग से पैकेट्स ड्राप देते हैं यह रैंडम शब्द महत्वपूर्ण है जिसके कारण हम इस मैकेनिज्म को रैंडम अर्ली डिटेक्शन या रेड कहते हैं वहाँ 2 शब्द रैंडम और रैंडम अर्ली डिटेक्शन हैं यह प् कॅन्जेशन का शीघ्र पता लगाना है हम देखेंगे कि हम किस तरह से कॅन्जेशन का शीघ्र पता लगा रहे हैं और फिर हम पैकेट्स को बेतरतीब ढंग से ड्राप करने के लिए इस रैंडम सिद्धांत को लागू करते हैं यहाँ रेड का सिद्धांत है पहले आप एवरेज क्यू की लंबाई को देखकर पैकेट्स ड्रॉप की संभावना निर्धारित करते हैं आपके पास आने वाले पैकेट्स के बाद आप एवरेज क्यू की लंबाई की गणना करते हैं अब आपके पास 2 डिफरेंट लिमिटएं हैं एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है यह मैक्सिमम थ्रेशोल्ड मैक्सिमम क्यू लंबाई एक मिनिमम क्यू लंबाई लिमिट है और आपके पास यह एवरेज क्यू लंबाई है अब यदि आपकी एवरेज क्यू की लंबाई मिनिमम लिमिट से कम है इसका मतलब है आप एक सुरक्षित क्षेत्र में हैं यदि आप अपनी मिनिमम लिमिट से कम है तो इस मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बीच पैकेट्स की गणना करें इसका मतलब है आप खतरे के क्षेत्र में जा रहे हैं आप कुछ पैकेट्स ड्रापने की संभावना की गणना करते हैं यदि पैकेट्स ड्रॉप की संभावना अधिक है तो आप पैकेट्स को ड्राप देते हैं अन्यथा आप पैकेट्स को संलग्न करते हैं अब यदि आपकी एवरेज क्यू की लंबाई मिनिमम लिमिट से कम है इसका मतलब है आप एक सुरक्षित क्षेत्र में हैं यदि आप अपनी मिनिमम लिमिट से कम है तो इस मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बीच पैकेट्स की गणना करें इसका मतलब है आप खतरे के क्षेत्र में जा रहे हैं आप कुछ पैकेट्स ड्रापने की संभावना की गणना करते हैं यदि पैकेट्स ड्रॉप की संभावना अधिक है तो आप पैकेट्स को ड्राप करते हैं अन्यथा आप पैकेट्स को संलग्न करते हैं इस तरह से हम इस पैकेट्स ड्रॉप संभावना की गणना करते हैं हमें यहां पैकेट्स ड्रापने की संभावना की गणना करनी होगी हम पैकेट्स ड्रॉप की संभावना की गणना यहाँ कहते हैं कि मान लें कि मैक्सिमम p मैक्सिमम ड्रॉप प्रायिकता है और d k ड्रॉप प्रायिकता को दर्शाता है तो d k को MaxThresh minThresh द्वारा विभाजित k minus MinThresh में विभाजित किया जाएगा k वर्तमान क्यू की लंबाई है हम मौजूदा क्यू लंबाई से पैकेट्स ड्रॉप संभावना की गणना करते हैं अब देखते हैं कि इस इक्वेशॅन का क्या महत्व है इस इक्वेशॅन के महत्व को देखने के लिए हम एवरेज क्यू साइज के इस पैकेट्स ड्रॉप की संभावना को प्लाट करते हैं यदि आप इस एवरेज क्यू साइज के पैकेट्स ड्रॉप की संभावना पर गौर करते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी यह इस मिनिमम लिमिट से कम होगा तो आपके पैकेट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसके बाद पैकेट्स ड्रॉप की संभावना उस इक्वेशॅन के आधार पर लीनियर रूप से बढ़ जाती है जो हमने लिखा है पैकेट्स ड्रॉप संभावना लीनियर रूप से बढ़ जाती है अब जब भी आप इस मैक्सिमम लिमिट को पार कर रहे होते हैं तो आपके पैकेट्स ड्रॉप की संभावना 1 के बराबर हो जाती है यहाँ यह महत्व है कि जब आप इस मिनिमम लिमिट से मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ रहे हैं तो आप धीरे धीरे पैकेट्स ड्रॉप की संभावना को बढ़ा रहे हैं और आपके पास एक बार मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने पर आपके पैकेट्स ड्रॉप की संभावना 1 हो जाती है और आप उस विशेष एप्लिकेशन के लिए सभी पैकेट्स ड्राप कर देते हैं अब यहां इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि हम यहां क्या कर रहे हैं हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब भी चीजें अच्छी हो रही हैं तो हम कुछ भी न करें लेकिन जब चीजें खराब पक्ष की ओर बढ़ रही हैं तो आप किसी तरह की कॅन्जेशन का जल्द पता लगा सकते हैं वर्तमान क्यू की लंबाई का निरीक्षण करना क्योंकि वर्तमान क्यू की लंबाई आपको कॅन्जेशन का एक विश्वसनीय संकेत देती है यदि क्यू की लंबाई अधिक हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके पास क्यू में अधिक संख्या में पैकेट्स हैं और एक क्यू की लंबाई 5 है और आपने पहले ही 4 पैकेटों के साथ क्यू को भर दिया है इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे कॅन्जेशन की ओर जा रहे हैं जिस मोमेंट क्यू में 5 पैकेट्स होंगे और क्यू पूरी हो जाएगी आपको कॅन्जेशन का अनुभव होने लगेगा जब आप क्यू की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो आप कॅन्जेशन की ओर बढ़ रहे हैं और तदनुसार आप एवरेज क्यू की लंबाई के आधार पर जल्दी पता लगा लेते हैं और फिर पैकेट्स को रैंडमली ड्राप कर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चीजें कॅन्जेशन से बाहर हो गयी हैं अब इस रैंडम ड्रॉप का एक इम्प्लीकेशन है जोकि आपको याद होगा कि टीसीपीके मामले में जब भी आपको लगातार 3 पैकेट्स लॉस होता है तब हम कॅन्जेशन के रूप में कुछ का पता लगाते हैं आपको 3 डुप्लिकेट एकनॉलेजमेन्ट मिलता है या आप का समय समाप्त हो जाता हैं अब यदि आपके पास एक रैंडम पैकेट्स लॉस है तो यह ऐसा है जैसे पैकेट्स खो गया हो और हमें एक डुप्लिकेट एकनॉलेजमेन्ट मिल जाता है और आप उस विशेष पैकेट्स के लिए किसी भी समय अनुभव नहीं करेंगे उस तरह से टीसीपीवहाँ कॅन्जेशन कंट्रोल को ट्रिगर नहीं करेगा लेकिन जैसा कि आप धीरे धीरे कॅन्जेशन की ओर बढ़ रहे हैं आप एक ड्रॉप अधिक पैकेट्स का पता लगाएंगे और टीसीपीउस समय के कॅन्जेशन कंट्रोल एल्गोरिदम को ट्रिगर करेगा यह सब इंटरनेट में कॅन्जेशन से बचने के एल्गोरिथ्म के बारे में है जो आपको कॅन्जेशन से बाहर आने में मदद करता है या कॅन्जेशन का शुरुआती संकेत है लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है यह धीरे धीरे कॅन्जेशन के सिनेरियो की ओर बढ़ता है और फिर टीसीपीको पिक्चर में लाता है और कॅन्जेशन कंट्रोल एल्गोरिथ्म को रन करता है जिससे सिस्टम कॅन्जेशन से बाहर आ सके सर्विस की क्वालिटी का समर्थन करने के लिए हमें अपने सिस्टम में कॅन्जेशन अवोइडेन्स और साथ ही कॅन्जेशन कंट्रोल दोनों को चलाने की आवश्यकता है अ ब अगली क्लास में हम 2 स्पेसिफिक QoS आर्किटेक्चर इंटरनेट कॉल इंटीग्रेटेड सर्विस और डिफ्रेंसिएटेड सर्विस आर्किटेक्चर देखेंगे इस क्लास में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद